अब मैं परिचय के लिए व्याख्यान शुरू करूंगा प्रशिक्षण भाग 4 जिसमें मूल रूप से हम प्रशिक्षण शिक्षा विकास के बीच के अंतर को समझेंगे अब हम प्रशिक्षण से क्या समझते हैं कर्मचारियों को स्पेसिफिक स्किल्स प्रदान करने या उनके प्रदर्शन में कमी को ठीक करने में मदद करने की प्रक्रिया इसलिए या तो यह एक लोरना की शुरुआती स्टेज है अर्थात वह जो सीखना चाहता है और फिर उसे स्पेसिफिक स्किल्स प्रदान करना होता है इसलिए वह स्पेसिफिक स्किल्ससीखता है या वर्तमान नौकरी में मौजूद कमियों को ठीक करने में उनकी मदद करना जैसा कि मैंने सत्र 3 में उल्लेख किया है कि यदि कोई वर्तमान नौकरी है तो अगले स्तर की नौकरी है और भविष्य की नौकरी है और यदि इस प्रकार के मुद्दे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कुछ और ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और आदतें की आवश्यकता होती है और उस उद्देश्य के लिए उन्हें कमियों को सुधारने की आवश्यकता होगी और अगर इन कमियों को ठीक किया जाए तो यह तभी संभव है जब हम उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें कभी कभी प्रशिक्षण को विकास के समान लिया जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में यह कर्मचारियों के लिए नए स्किल्स प्रदान करता है इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्मचारी का विकास होता है कर्मचारी को विशेष रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट नई तकनीक बनाने या टेक्नोलॉजिकल खरीदने कैसे टेक्नोलॉजिकल का मूल्यांकन करना है कैसे टेक्नोलॉजिकल सीखना है कैसे टेक्नोलॉजिकल का फोरकास्ट और फिर फोरकास्ट के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ कर्मचारी को बनाए रखना है इन सभी चीजों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से विकसित किया जाना है यदि हम वर्तमान नौकरी के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य कर्मचारी की एफिशिएंसी में करना है है ना आजकल जब हम सिक्स सिगमा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम सबसे अच्छा उत्पाद सर्वोत्तम सेवाएं बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में कर्मचारियों की एफिशिएंसी में सुधार करना महत्वपूर्ण हो जाता है और यह बाहरी या घर में विकास हो सकता है और इसलिए कभी कभी इसकी आवश्यकता स्वयं के मेजबान संगठन में होती है कभी कभी क्लाइंट क्लाइंट के घर पर भी इसकी आवश्यकता होती है विकास के इस विशेष प्रकार की संभावना कैसे है यदि हम कॉन्सेप्ट्लाइज देखते हैं तो प्रशिक्षण में नौकरी के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता होती है ज्ञान की आवश्यकता होती है दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है वॉल्यू की आवश्यकता होती है और ओरियंटेशन की आवश्यकता होती है हालांकि आगे की कक्षाओं में मैं उस मॉडल के विकास का भी उल्लेख करूंगा जो ज्ञान दृष्टिकोण कौशल और आदतों के बारे में भी बात करता है अर्थात् विशेष कार्य के लिए एक विशेष आदत की आवश्यकता होती है यदि आपके पास वह विशेष आदत है केवल उस स्थिति में आप प्रशिक्षण के उस विशेष प्रकार के पहलुओं को विकसित कर सकते हैं अब शिक्षा क्या है औपचारिक योग्यता या व्यक्तिगत विकास चरित्र संस्कृति आकांक्षा और उपलब्धि में प्रमुख योगदानकर्ता में इंस्टिट्यूशन प्रोसेस इसलिए सवाल उठता है कि यह केवल इंस्टिट्यूशन प्रोसेस और औपचारिक योग्यता ही नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी इसका प्रमुख योगदान है है ना और फिर शिक्षा जो व्यक्तियों के व्यक्ति को विकसित करती है शिक्षा भी चरित्र का विकास करती है शिक्षा भी संस्कृति के अनुकूल होने में मदद करती है यह व्यक्ति को होने वाले जीवन में एक्सप्रेशन और उपलब्धि में भी मदद करता है और इस उद्देश्य के लिए उसे आगे की शिक्षा की आवश्यकता होती है अगर वह ठीक से शिक्षित है तो निश्चित रूप से उसे विकसित किया जा सकता है फिर ज्ञान और क्षमता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वृद्धि होता है उस मामले में निश्चित रूप से ज्ञान और क्षमता में वृद्धि की कुल संभावना होगी यदि किसी व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है तो शिक्षा में वृद्धि के साथ उसे सुविधा प्रदान की जा सकती है जब हम योग्यता के बारे में बात करते हैं या यह प्रक्रिया के माध्यम से भी हो सकता है और उस स्थिति में उसकी ज्ञान और क्षमता विकसित की जा सकती है अब विकास यह प्राथमिक प्रक्रिया है जो सकारात्मक या नकारात्मक विकास प्रक्रिया है व्यक्तिगत और संगठन हो सकते हैं अनुकूलन हो सकते हैं अधिक जटिल लेबोरेटरी व्यवस्थित जागरूक डिफरेंटशिएटिड और ऑटोनॉमस चाइल्ड बन सकते हैं जो विकास का हिस्सा हो सकता है अब जैसा कि हमें पहले की परिभाषाओं में दिया गया था प्रशिक्षण का एक और पहलू ऑपरेशनल कंबटेंसी है ऑपरेशनल कंबटेंसी में जो भी काम करना है वह प्रदर्शन के मानक स्तर पर किसी स्थिति में अपने ज्ञान समझ कौशल और व्यक्तिगत का इंडिविजुअल एग्रीगेट है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है उसकी आवश्यकता होती है इसलिए जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि हम किस प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो उसे इस विशेष र्गेनाइजेशनल कंबटेंसी को प्रदान करना होगा दू सरे उस विशेष प्रशिक्षण द्वारा अपनाई गई प्रोडक्ट स र्विस प्रोसीजरल और सिस्टम नॉलेज क्या है अब उस विशेष प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है यदि कोई विशेष विकास प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में भी व्यक्ति उस विशेष स्किल्स को बढ़ा सकता है और उत्पाद को अधिक कुशलता से विकसित कर सकता है अधिक गुणात्मक रूप से या यह एक नया उत्पाद विकास भी हो सकता है तो यह भी संभव है यदि यह एक सेवा है तो प्रशिक्षण यह भी बताता है कि बेहतर सेवाएं कैसे प्रदान करें जब भी हम सेवा के बारे में बात करते हैं तो बेहतर सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं कभी कभी हम प्रोसीजरल और सिस्टम नॉलेज प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं कि एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है उदाहरण के लिए आईएसओ 9000 यदि आप आईएसओ 9000 प्रक्रिया में प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रोसीजरल प्रशिक्षण होना चाहिए कभी कभी यह एक सिस्टम नॉलेज है जो कि उस विशेष प्रणाली को विकसित कर रहा है और फिर इसे इस तरह से विकसित किया जाना है कि एक व्यक्ति सिस्टम विकास में अधिक सही है वह बेहतर है सिस्टम के विकास में बेहतर है और इसलिए उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सिस्टम विकास बहुत महत्वपूर्ण होगा अब हम कार्य और एक विशेष स्थिति के बारे में बात करते हैं तो डबल साइडेड और सोटेबल फोटोकॉपी काम को कम करना है और यहाँ आप पाएंगे कि जो भी कार्य है वह तब तक मल्टी टास्किं ग नहीं होना चाहिए जब तक कि उस कार्य को कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक न हो एक बार जब हम उस विशेष प्रशिक्षण को प्रदान करते हैं तो वह स्किल्स है व्यक्ति प्रशिक्षण का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है और कई मल्टी टा स्किंग सिस्टम को कम कर सकता है जो कि आवश्यक नहीं था यह तब भी मदद कर सकता है जब डबल साइडेड और सोटेबल फोटोकॉपी हो ये फोटोकॉपी स्किल्स भी विकसित किए जा सकते हैं तो उस स्थिति में एक व्यक्ति प्रभावी हो सकता है दू सरे विमान की इमरजेंसी लैं डिंग एक और उदाहरण है भर्ती साक्षात्कार भी वह स्किल्स है जिसके लिए उस स्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है फिर गोल्डस्टोन हटाना है गोल्डस्टोन हटाना एक विशेष स्किल्स है जिसे विकसित किया जा सकता है और रेगिस्तान अस्तित्व भी है इस सभी उद्देश्य के लिए हम अलग अलग बिजनेस गेम्स बिजनेस गेम्स और केस स्टडी भी कर रहे हैं मैं टेक्निक्स और टूल्स के सत्र में बिजनेस गेम्स और केस स्टडी की मदद से चर्चा करूंगा इसका मतलब है कि खुली और बंद दक्षताओं के साथ साथ प्रशिक्षण में प्रदान की जाने वाली प्रे एंड को रिक्विजिट्स यदि हम इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति अधिक कुशल और प्रभावी होगा अब शिक्षा के लाभ क्या हैं खुली क्षमताओं में कार्य विशिष्ट शामिल हो सकते हैं तो क्या यह कार्य को खोल देता है यह एक कार्य विशिष्ट खोलता है तो खुली क्षमताओं को विशेष व्यक्ति द्वारा विकसित किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति की क्षमता को विकसित कर सकते हैं और प्रदर्शन करने की क्षमता शिक्षा का एक अन्य लाभ ज्ञान है हां जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम या यहां तक कि इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं तो हम पाते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है ज्ञान का स्तर १ २ ३ ४ और फिर ५ ज्ञान का उच्चतम स्तर है जिसे प्राप्त किया जा सकता है इससे पहले मैंने उल्लेख किया है कि जब आप ज्ञान को बढ़ाते हैं तो डाटा सूचना ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में ज्ञान होगा शिक्षा के माध्यम से यह उम्मीद की जाती है क्योंकि आप ज्ञान को बढ़ा रहे हैं आपकी डिसीजन मे किंग प्रोसेस जो आपकी बुद्धि द्वारा समर्थित होगी और इसलिए यदि ज्ञान का समर्थन किया जाता है तो शिक्षा प्रणाली है तो निश्चित रूप से यह अधिक मांग में होगा व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी और अधिक लाभदायक होगा यह फिजिकल से संबंधित हो सकता है यह कांसेप्चुअल से संबंधित हो सकता है यह प्रोसीजरल से संबंधित हो सकता है और यह सामाजिक ज्ञान से संबंधित हो सकता है और इसलिए उस मामले में विभिन्न प्रकार के ज्ञान और स्किल्स और क्षमता विकास को बढ़ाया जा सकता है अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है और वह व्यक्तिगत ओरियंटेशन है शिक्षा आपको एक दृष्टि देती है शिक्षा हमें विकास विकास समाज में योगदान करने व्यक्ति की क्षमता और दक्षताओं को बढ़ाने बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए विशेष ओरियंटेशन प्रदान करती है इन सभी पहलुओं का समर्थन शिक्षा द्वारा किया जाता है शिक्षा का अगला लाभ यह है कि यह हमें एनालिसिस करने के लिए प्रशिक्षित करता है यह हमें समस्या को सुलझाने में मदद करता है यह हमें अभ्यास में कांसेप्ट को समझने में मदद करता है उदाहरण के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज एमबीए जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों प्रोफेशनल कोर्सेज में एक ओर यह आपको ज्ञान दे रहा है ज ब कि दू सरी ओर समर ट्रे निंग विं टर ट्रे निंग इस सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो वे बना रहे हैं और कांसेप्ट और प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं इसलिए शिक्षा कांसेप्ट को विकसित करने में अधिक शक्तिशाली अधिक मजबूत साधन है क्या यह परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और को प्रदान करता है हां यह परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और लेवल भी प्रदान करता है यह स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के स्तर को बढ़ाता है यह हमें एक व्यवस्थित तरीके से और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए कहता है यह उत्पादों सेवाओं प्रोसीजरल और सिस्टम के स्तर को भी जानती है अधिकांश टेक्नोलॉजी अधिकांश नौकरियां वे उस व्यक्ति पर निर्भर करती हैं जो मशीन के पीछे खड़ा है लेकिन उस विशेष व्यक्ति का पता कैसे चल रहा है आप उस विशेष मशीन से सबसे अच्छा काम कर सकते हैं यदि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रणाली कैसी है यदि आप जानते हैं कि प्रणाली आप उन विशेष स्किल्स विकसित कर सकते हैं में बेहतर हैं अब शिक्षा प्रणाली में भाग 2 का विकास कैसे किया जाता है चलिए हम कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं हाल ही में मैंने आईसीएसएसआर से एक प्रोजेक्ट लिया है जो टेक्निकल इंस्टिट्यूट मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है इस विशेष प्रोजेक्ट में हम कोर्स करिकुलम को विकसित कर रहे हैं जिसे स्पेसिफाइड किया जाएगा आप सभी को आईआईटी एनआईआईटी एनआईटीआई और आईआईआईटीएम जैसे मैनेजमेंट एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टिट्यूट की जानकारी होनी चाहिए इसलिए वे अलग कोर्स करिकुलम कर रहे हैं और उन्हें अधिक सक्षम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मैनेजर बना रहे हैं इसलिए यह टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स उस करिकुलम और स्कूलों और विश्वविद्यालय के गुणवत्ता के स्तर को डिजाइन करता है जो एक फर्क पड़ेगा कि शिक्षा कैसे प्रदान की गई है शिक्षा प्रदान करने का मूल आधार नागरिकता का विकास है देश के लिए नागरिकता और संगठनात्मक के लिए नागरिकता भी और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो नागरिकता क्या है नागरिकता का अर्थ कर्तव्यों और अधिकारों से है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हम में से अधिकांश लोग अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकते हैं लेकिन सभी मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकते हैं इसलिए शिक्षा हमें न केवल हमारे अधिकारों के बारे में बल्कि हमारे कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षित करती है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो यह उस विशेष संगठन के चार्टर में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का पालन किया जाता है यदि आप संगठन एक्स में काम कर रहे हैं तो आपका नागरिकता व्यवहार अलग है इसे अलग माना जाता है और यह अलग होने की उम्मीद है जब आप एक अलग मैनेजमेंट के संगठन वाई में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नागरिकता का व्यवहार अलग होने की उम्मीद है आपके मौलिक अधिकार अलग होंगे मौलिक कर्तव्य अपेक्षित मौलिक कर्तव्य अलग होंगे इसलिए शिक्षा क्या है शिक्षा हमें एक्स संगठन में यह जानने के लिए शिक्षित करती है कि मौलिक कर्तव्य क्या है और वाई संगठन में मौलिक कर्तव्य क्या है वहाँ क्या अंतर है इसी तरह अधिकारों के लिए भी इसलिए शिक्षा नागरिकता के व्यवहार के बारे में जानकर हमें अधिक सफल बनाती है व्यावसायिक सफलता के लिए शि क्षा का दू सरा पहलू है उदाहरण के लिए जब हम के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं फाइनेंस मार्के टिंग एच आर ऑपरेशन आई टी या जो भी आपका व्यवसाय है यही कारण है कि अनुभवी लोग भी इन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स का अध्ययन करने आते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकार की मैनेजमेंट एजुकेशन है जो उनकी व्यावसायिक सफलता को बढ़ाएगी यह उनकी क्षमता में वृद्धि करेगा यह उनके उत्पादन में वृद्धि करेगा और इसलिए ऑक्यूपेशनल सक्सेस ऑक्यूपेशनल सक्सेस के लिए शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा न केवल पेशेवर रूप से योग्यता बढ़ाती है बल्कि जीवन में व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाती है और इसलिए यदि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से विकसित होता है तो हम कह सकते हैं कि वह उच्च शिक्षित है हालाँकि यह भी सच है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी जीवन शैली और जीवन शैली की ओर देखने का तरीका वह बिल्कुल अलग होगा शिक्षा कौन प्रदान करता है हम जानते हैं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कम्युनिटी या एडल्ट है इस प्रकार की इव निंग क्लासेस शिक्षित करने के लिए भी हैं तो इस प्रकार के एडल्ट एजुकेशन और सभी वहाँ हैं क्या जनता का नजरिया शिक्षा को उलट देता है अब कई बार उस शिक्षा के लिए आलोचनाएँ होती हैं जो व्यक्ति शिक्षित होती है लेकिन सीखी नहीं जाती और अगर इस प्रकार की सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती है तो किसी को पाठ्यक्रम में देखना होगा क्या ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है क्या कोर्स करिकुलम ठीक से संरचित नहीं है यदि ऐसा है तो उस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि हम शिक्षा को कम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम शैक्षिक सामग्री और व्यावहारिक आवश्यकता के बीच अंतर को समझ सकते हैं और यदि व्यापक अंतराल है तो शिक्षा उपयोगी नहीं होगी इसलिए ऐसा नहीं है कि शिक्षा उपयोगी नहीं है यह है कि जो कुछ भी ज्ञान उस विशेष शिक्षार्थी में किया गया है वह उन विशेष कौशल को विकसित करने में सक्षम नहीं है जिन्हें कार्यस्थल पर या समाज में भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है यह कार्यस्थल पर नहीं बल्कि समाज स्तर पर हो सकता है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को समाज के प्रति भी योगदान देना चाहिए कई बार शिक्षा सरकार में सरकार के कामकाज में सिस्टम प्रक्रियाओं को विकसित करने या इंडस्ट्रीज में एंपलॉयर्स की मदद करने में भी मदद करती है और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम होती है विशेष रूप से अधिक उद्देश्यपूर्ण अधिक उद्देश्यपूर्ण रूप से शिक्षा एक अंतिम प्रक्रिया नहीं है शिक्षा आजीवन सीख रही है है ना तो व्यक्ति को जो भी उम्र में शिक्षित किया जा सकता है यह उम्र पर निर्भर नहीं करता है और व्यक्ति अपने जीवन की आगे की अवधि में भी शिक्षित हो सकता है इसलिए जब भी हम इन विशेष लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्रतिक्रिया का संबंध है प्रतिक्रियाओं का संबंध है और अधिकारों का संबंध है 3 आर का संबंध है हम इस बारे में बात करेंगे कि सीखने की पहुंच कैसे है तो यह एक साइंटिफिक और फिलोसोफर कठोरता है शिक्षा आपको स्वभाव साइंटिफिक टेंपरामेंट प्रदान करती है वह एकटेंपरामेंट लॉजिक बेस्ड है तुम जो भी करोगे तुम अनुसरण करोगे यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य उसकी डिसीजन मे किंग प्रोसेस के बारे में शिक्षित किया जाता है तो समाज में उसकी भागीदारी में एक साइंटिफिक और फिलोसोफर कठोरता होगी वह ऐसा नहीं करेगा जिसकी आवश्यकता नहीं है वह ऐसा नहीं करेगा जो समाज को नुकसान पहुंचाए और इसलिए उस मामले में एक साइंटिफिक और फिलोसोफर शक्ति होगी जब भी उचित शिक्षा होगी एप्रोप्रियेट शिक्षा होगी शिक्षा का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है यह हमें किसी भी कांसेप्ट का इवेलुएट करने में मदद करता है आलोचना का अर्थ आलोचना नहीं है आलोचना का अर्थ है कि समझना उदाहरण के लिए हम स्वॉट एनालिसिस शक्ति कमजोरी अवसरों और खतरों के बारे में सिखाते हैं स्वॉट भी एक महत्वपूर्ण विधि है यह हमें एक व्यक्ति की पहचान करने में मदद करता है कि क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या ताकत है क्या कमजोरी है और यह हमें भविष्य के बारे में भी बताता है भविष्य की सकारात्मकता अवसरों और भविष्य की नकारात्मकता खतरों के बारे में है क्या खतरे आ रहे हैं तो एक शिक्षा महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करती है शिक्षा हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन को विकसित करने में भी मदद करती है क्रिटिकल इवैल्यूएशन यह है कि यदि बहु त सारे आयाम हैं और सभी बिंदु ओं को जोड़ा जाना है और नेटवर्क बनाना है तो अपनी योग्यता के साथ एक शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा के साथ उस क्रिटिकल इवैल्यूएशन को भी विकसित करने में सक्षम होगा वह यह है कि वह किसी भी गाँठ को अनकनेक्टेड नहीं छोड़ेगा तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षा हमें समाज से जुड़ने लोगों से जुड़ने संगठन से जुड़ने और पर्यावरण से जुड़ने के लिए विकसित करती है तो उस स्थिति में एक शिक्षित व्यक्ति कंपलेक्स सिंथे सिस विकसित कर सकता है यदि कोई पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया है तो एक शिक्षित व्यक्ति एनालिटिकल व्याख्या करने में सक्षम होगा शिक्षा हमें उचित एनालिसिस करने में मदद करती है और उस एनालिसिस के आधार पर सही व्याख्या देने में मदद मिलती है क्योंकि मन को प्रशिक्षित किया जाता है कि समस्या का सामना कैसे किया जाए अगर कोई समस्या है तो वह किन धारणाओं को बनाने वाला है और उन मान्यताओं के आधार पर उस पर काम करना है जो भी एनालिटिकल परिणाम हैं वह उसके लिए स्पष्टीकरण करेंगे तो उस मामले में एक विशेष व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है इसी तरह शिक्षित व्यक्ति के पास टेक्निकल एप्लीकेशन होगा टेक्निकल एप्लीकेशन का मतलब है कि एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में सक्षम है यदि टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में वह खुद को एनालिटिकल समस्याओं के संदर्भ में विकसित कर रहा होगा वह टेक्नोलॉजी के उपयोग की पहचान करने और फिर कंपलेक्स सिंथे सिस करने में सक्षम होगा वह क्रिटिकल इवैल्यूएशन विकसित कर रहा होगा ये सभी पहलू होंगे और फिर टेक्निकल एप्लीकेशन होंगे अब एक शिक्षित व्यक्ति भी कॉन्टेक्स्टऑल समझ बनाने में सक्षम होगा यह एक अद्भुत बिंदु है कि यदि समझ की आवश्यकता है तो एक शिक्षित व्यक्ति यह समझने में सक्षम होगा कि यह विशेष आउटपुट किस संदर्भ में है इस विशेष संदर्भ को जोड़ना इस संदर्भ के निहितार्थ को बनाना और समझना जो भी निर्णय होगा उस संदर्भ में उस विशेष निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा इसलिए इस प्रकार की कॉन्टेक्स्टऑल समझ विशेष व्यक्ति द्वारा विकसित की जाएगी तो शिक्षित व्यक्ति के मामले में यह डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगीI यह केवल व्यक्तिपरक नहीं होगा जिसके लिए वह प्रतिबंधित है यह हमेशा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगा जिसे वह विकसित कर रहा होगा वह विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ रहा होगा वह मल्टी स्किल्स हो रहा होगा वह मल्टीडाइमेंशनल हो रहा होगा वह अधिक व्याख्यात्मक हो रहा होगा और इसलिए यह डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगा जिसके परिणामस्वरूप वह कर सकेगा अलग अलग कैटेगरी हैं चाहे वह मैनेजरियल टेक्नोलॉजिकल हो या टेक्नो मैनेजरियल इन सभी पहलुओं को व्यक्ति विकसित करने में सक्षम होगा और इसके परिणामस्वरूप एक शिक्षित व्यक्ति का कैटिगराइजेशन होगा इसलिए वह अधिक प्रतिक्रियाशील उत्तरदायी होगा शिक्षित व्यक्ति के लिए साइंटिफिक फिलोसोफर कठोरता क्रिटिकल इवैल्यूएशन कंपलेक्स सिंथे सिस एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन टेक्निकल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्टऑल शिक्षित व्यक्ति और कैटिगराइजेशन के तहत डिस्क्रिप्टिव नॉलेज उसे सीखने में उपयोग करने के लिए होगा अब अगला भाग प्रशिक्षण और विकास है इसलिए प्रशिक्षण के बाद शिक्षा अब हम प्रशिक्षण और विकास के बारे में बात करेंगे इसलिए जब भी हम कार्यक्रम और टास्क फोकस लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह है तो बुनियादी स्किल्स पहले से ही ज्ञात हैं इसलिए व्यक्ति प्रशिक्षित है लेकिन कर्मचारियों की विकास आवश्यकताओं को किस प्रकार के विकास के लिए व्यक्ति या समूह की आवश्यकता होती है बिंदु संख्या 2 को बिंदु संख्या 1 से जोड़ना है जो कि एक कार्यक्रम है और टास्क फोकस लर्निंग है यह निर्भर करता है कि क्या है यह भविष्य की नौकरियों पर निर्भर करता है भविष्य की नौकरियों की जो भी जरूरत है उस आधार पर समूह और व्यक्ति के लिए कर्मचारियों की विकास जरूरतों को विकसित किया जाएगा यदि यह लागू है तो निश्चित रूप से संगठन में टेक्निकल और मैनेजमेंट विकास होगा यदि संगठन की मानव शक्ति संगठन के ह्यू मन रिसोर्स को ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है ठीक से विकसित किया जाता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में विशेष रूप से संगठन कोटेक्निकली और मैंनेजीरियली विकसित करना होगा फिर यह सेल्स मैनेजर लर्निंग और कैरियर मैनेजमेंट होगा इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण और विकास में जो स्वयं को प्रबंधित करने में मदद करेगा सेल्फ मैनेजमेंट ट्रे निंग होगा जैसे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा था डैनियल गोलेमैन सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है तो अगर उस प्रकार की समझ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति खुद को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होगा यह अपेक्षित है क्योंकि वह प्रशिक्षित है वह शिक्षित है वह विकास के पथ पर है और इसलिए यह उम्मीद है कि वह खुद को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करेगा और न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि यह कैरियर मैनेजमेंट में भी मदद करेगा जो कि इस प्रोफेशनल ग्रोथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल अं डर स्टैं डिंग के लिए है उस मामले में यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट सीखना और कैरियर मैनेजमेंट दोनों पहलू विकास के साथ जाएंगे समय की अवधि के साथ व्यक्ति कैरियर में आगे बढ़ेगा वह उच्च पद उच्च सम्मान और उच्च मान्यता प्राप्त करेगा यहां एक और शब्दावली है और वह है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अब आप देखें जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कानूनी तकनीकी वातावरण बदलता रहता है संगठनों को इसका जवाब देना होगा यदि संगठनों को जवाब देना है तो संगठनों को स्वयं सीखना होगा कि क्या चल रहा है और जिन्हें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है शिक्षण संगठनों लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा समाज पर नजर रखते हैं वे कानून को समझते रहते हैं वे पर्यावरण को समझते रहते हैं और फिर उसी के अनुसार खुद को बदलते हैं पहले कई संगठन बहुत सक्रिय नहीं थे अब कई संगठन सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे शिक्षित और विकसित हो रहे हैं अब कई संगठन सीख रहे हैं कि यदि आप व्यवसाय के बाजार में विकास करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के अनुकूल होना होगा कई संगठन सीख रहे हैं कि जनशक्ति की प्रोफेशन आवश्यकता बहुत आवश्यक है यदि आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो परिणाम देने में समय लगेगा इसलिए इस मामले में ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक अन्य पहलू नॉलेज मैनेजमेंट है नॉलेज मैनेजमेंट क्या है वेंडी रूथ के अनुसार नॉलेज मैनेजमेंट में 7 चरण हैं आपको कैसे मिलता है आप कैसे उपयोग करते हैं आप कैसे सीखते हैं आप कैसे योगदान करते हैं आप कैसे निर्माण और रखरखाव करते हैं आप कैसे आकलन करते हैं और आप किस तरह से विभाजन करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट में ये 7 बिंदु हैं तो उस मामले में आप उस विशेष नॉलेज को कैसे प्राप्त करते हैं आपके नॉलेज का एक स्रोत क्या है यदि आपके ज्ञान का स्रोत बहुत बहुत मजबूत बहुत प्रामाणिक बहुत फलदायी बहुत यथार्थवादी है तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण शिक्षा और वि का स को चिंग मिलेगी दू सरे क्या आपको इसका उपयोग करने का अवसर मिल रहा है क्योंकि एक बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित और स्किल्स हो सकता है लेकिन क्या उसे इसका उपयोग करने का अवसर मिल रहा है और फिर यदि वह इसका उपयोग कर रहा है तो क्या वह उससे सीख रहा है चरण संख्या 3 यदि आप एक अनुभव बना रहे हैं तो क्या आप अपने अनुभव से सीख रहे हैं यदि आप अपने अनुभव से सीख रहे हैं तो आप एक विद्वान व्यक्ति हैं फिर आप जो भी सीखते हैं आप संगठन में खुद को सीमित नहीं करते हैं आप योगदान करते हैं आप अपने सहयोगियों में योगदान करते हैं आप अपने अधीनस्थों में योगदान करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप पूरा संगठन एक सीखने वाला संगठन है और यह नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा है यदि आप योगदान करते हैं तो संगठन उस विशेष पहलू पर निर्माण और निर्वाह करता है इसलिए यदि वह संगठन योगदान दे रहा है तो उस संगठन में निर्माण और स्थिरता है और अगर वे निर्माण कर रहे हैं और टिकाऊ हैं तो निश्चित रूप से वे लंबी आयु बना रहे हैं इसलिए निर्माण और निर्वाह होता है लेकिन यह कब तक जारी रहेगा फिर नॉलेज मैनेजमेंट में आपको मूल्यांकन करना होगा समय समय पर मूल्यांकन समय समय पर और यह उत्पाद के जीवन चक्र पर निर्भर करता है और फिर आपको यह समझना होगा कि फिर से आपको प्राप्त करना उपयोग करना सीखना और योगदान करना निर्माण करना और बनाए रखना है और फिर फिर से मूल्यांकन करना है और फिर अंत में इन चक्रों पर वे समाज को विभाजन बना देंगे इसलिए आप इसे समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे यह सब शिक्षा प्रशिक्षण और विकास वे शिक्षण संगठन बनाते हैं सीखने वाले समाज भी बनाते हैं और फिर वे नॉलेज मैनेजमेंट के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं इस स्ला इड में अं तिम बिंदु संगठन संस्कृति और परिवर्तन के लिए एचआरएम लीवर है उदाहरणों और मान्यताओं में बदलाव हैं अब संगठन संस्कृति हम जानते हैं कि प्रोफेसर उदय पारिख ने ऑक्टपेस दिया है इसलिए जो भी प्रकार का खुलापन आपके पास है संगठन में जो भी प्रकार का टकराव है जो भी प्रकार की प्रामाणिकता है जो भी प्रकार का विश्वास है इसलिए भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्या संगठन सक्रिय है क्या कोई अधिकार है क्या संगठन रिसर्च ओरिएंटेड है क्या यह एक्सपेरिमेंटल है इसलिए उस मामले में इस प्रकार की संगठन संस्कृति और एचआरएम लीवर के रूप में परिवर्तन और व्यवहार में बदलाव के साथ साथ व्यवहार में बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सभी प्रथाओं से एक संगठन अधिक स्किलफुल अधिक जानकार और अधिक विकसित हो जाएगा तो इन प्रशिक्षण उद्देश्यों से प्रभावी शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण शिक्षा के माध्यम से हम इस बारे में बात करते हैं कि शिक्षण सिद्धांत क्या हैं चाहे वह प्रशिक्षण हो विकास हो या शिक्षा हो इस विशेष प्रशिक्षण शिक्षा और विकास को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इन विशेष शिक्षण सिद्धांतों को अपनाया जाना है पहली भागीदारी है चाहे वह एक प्रशिक्षण या शिक्षा हो या यह विकास की प्रथाएं हों जो आवश्यक है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी लोगों की भागीदारी और समाज की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है जब तक और जब तक पर्याप्त भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी मौका नहीं होगा कि कोई भी समाज बढ़ेगा तो यह महत्वपूर्ण है कि भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया जाए यदि हम वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं यह उस भागीदारी को प्रोत्साहित करना है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अन्यथा कई खंडों और समाज की जेबों को विकसित नहीं किया जाएगा तो यह समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और यह संगठनों के लिए भी लागू होता है संगठनों में समूह और संस्कृति के विभिन्न विभाग खंड खंड होते हैं और इसलिए सभी को अ पने कार्यस्थल पर उस विशेष भागीदारी को विकसित करना चाहिए वे जितने अधिक सहभागी होंगे वे अधिक फलदायी और बेहतर संगठन होंगे बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र होंगे दू सरा यह केवल एक समय में एक बार नहीं होना चाहिए यह एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए दोबारा होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होनी चाहिए जब तक हमने जो कुछ भी नहीं सीखा है उसे नहीं दोहराएंगे तो यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं होगा हालाँकि स्वयं सीखने का अर्थ है कि एक बार जब हम सीख जाते हैं तो हम भूल नहीं जाते हैं लेकिन यदि हम लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं तो दक्षता और प्रभावशीलता नहीं होगी सीखने के सिद्धांतों के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हैI जब हम प्रकृति में दोहराए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम विकसित हो पाएंगे हम जो कुछ भी सीख रहे हैं प्रशिक्षण शिक्षा सीखने और विकास प्रक्रियाओं के बाद की आलोचना और वह यह है कि क्या उनकी रेलीवेंस है या नहीं अगर उनके पास रेलीवेंस है तो ऐसा कुछ नहीं है तो उस मामले में करिकुलर डि जा इ निंग विषय निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशिक्षक को प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा और अगर वे समाज के लिए अपने प्रशिक्षण अवधारणाओं संगठन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रेलीवेंस बनाने में सक्षम हैं तो यह मांग में अधिक होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा और विकास कार्यक्रम में सबसे मह त्वपू र्ण बिं दु है ट्रांसफरेंसI ट्रांसफरेंस का मतलब है कि जो कुछ भी आवश्यक है क्या वे ट्रांसफरेंस करने में सक्षम हैं या वे ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हैं यदि शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण के माध्यम से विकास के माध्यम से जो कुछ भी सीखने में है और यदि हम उस विशेष ज्ञान को ट्रांसफर करने में सक्षम हैं जो उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम या उस विशेष अवधारणा या समाज के विकास के लिए इंप्लीमेंटेशन का सर्वोत्तम आउटपुट होगा जब तक और जब तक ट्रांसफरेंस नहीं होगा तब तक इस विशेष सीखने की प्रक्रिया का कोई उपयोग नहीं होगा अंत में वहाँ सीखने जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक सतत प्रक्रिया है इसलिए जब तक और जब तक कोई प्रतिक्रिया न हो निश्चित रूप से हम यह नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह की आवश्यकता थी और क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं अब अंत में इस विशेष मॉड्यूल में समापन से पहले मैं इन कांसेप्ट को लेना चाहूंगा लरनर के विभिन्न प्रकार हैं योद्धा ऋषि स्लीपर और साहसी यहां उभरता स्कोर लो एंड हाई है और नियोजित लो एंड हाई है इसलिए यदि उभरता और नियोजित दोनों कम हैं तो यह एक स्लीपर है यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यदि उभरता उच्च है और नियोजित कम है तो यह साहसी है यदि सीखने वाले में नियोजित उच्च है लेकिन उभरता कम है तो वह एक योद्धा है यदि दोनों उच्च हैं तो यह ऋषि है इसलिए मैं इन परिभाषाओं के साथ निष्कर्ष निकालना चाहूंगा स्लीपर कौन है स्लीपर्स वे होते हैं जो अपने अनुभवों की छोटी पहल या प्रतिक्रिया दिखाते हैं जैसे कि यदि आप 1 मॉड्यूल में याद करते हैं तो मैंने वह स्लाइड दिखाई है जिसमें व्यक्ति के मूल्य दृष्टिकोण सो रहे हैं तो वह स्लीपर होगा स्लीपर का मतलब है कि वे पहल नहीं कर रहे हैं और अपने अनुभवों का जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए कोई लाभ नहीं है ऐसे योद्धा हैं जो अपने अनुभवों की योजना बनाते हैं लेकिन उनसे सीखते नहीं हैं इसलिए वे विभिन्न अनुभवों से गुजर रहे हैं वे जाते हैं और विभिन्न अनुभवों के साथ आते हैं लेकिन वे उनसे सीख नहीं रहे हैं साहसी वे लोग जो उन अवसरों से प्रतिक्रिया करते हैं और सीखते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं लेकिन वे खुद के लिए अवसर नहीं बनाते हैं इसलिए वे स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन जो कुछ भी उनके रास्ते में आता है तो निश्चित रूप से वे उनमें से सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं वे अवसर का लाभ उठाते हैं और अव सरों से सी खते हैं लेकि न दु र्भा ग्यपूर्ण हिस्सा यह है कि वे अपने स्वयं के अवसर नहीं बनाते हैं और अंत में ऋषि जो दोनों अपने अनुभवों से योजना बनाते हैं और सीखते हैं और इसलिए उस स्थिति में उनका उद्भव उच्च है और उनकी योजना भी उच्च है और इस प्रकार के लर्ननर सर्वश्रेष्ठ लर्ननर हैं मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने टीओटी के इस विशेष कार्यक्रम का विकल्प चुना है वे ऋषियों के अधीन आते हैं जो लोग योजना बनाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं और वे इस विशेष मॉड्यूल से भी सीखेंगे तो यह सब विशेष मॉड्यूल मॉड्यूल 4 और 1 के बारे में है